कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम प्रोटोकॉल स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर की विभिन्न कार्यप्रणालियों को देख रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर विभिन्न तरह की कौन सी सेवाएँ अविश्वसनीय डेटाग्राम डिलीवरी के शीर्ष पर प्रदान कर सकती है जो कि नेटवर्क लेयर द्वारा समर्थित होती है और हमने पैकेट वितरण देखा था नेटवर्क लेयर पर एन्ड टू एन्ड पैकेट वितरण अविश्वसनीय होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर उस के शीर्ष पर निश्चित एन्ड टू एन्ड सेवाएं प्रदान करती है इसलिए अब से हम उन सभी सेवाओं के विवरण पर ध्यान देंगे जो ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा प्रदान की जाती हैं इसलिए पहली सेवा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह कनेक्शन स्थापना के बारे में है इसलिए जैसा कि हम देख रहे हैं या पिछले कक्षा में हमने चर्चा किया था की दो एन्ड उपकरणों के पास प्रोटोकॉल स्टैक की ये सभी 5 लेयर्स होती हैं इसलिए दो छोरों को पहले अपने बीच एक लॉजिकल संबंध स्थापित करना होता है और यह लॉजिकल संबंध कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति को हेलो सन्देश भेजता है और दूसरा व्यक्ति हेलो सन्देश के साथ उसे उत्तर देता है और वे आपस में एक लॉजिकल सम्बन्ध स्थापित करते हैं और वे दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि वे आगे की जानकारी आपस में साझा करना चाहते हैं तो यह कनेक्शन स्थापना यह देखने के लिए होता है कि संचार का दूसरा छोर सक्रिय है या नहीं या संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार है नहीं और अगर यह संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार होता है की सुचना देता है तो हम सुरक्षित रूप से डेटा भेजना शुरू कर सकते हैं इसलिए आपके वॉइस नेटवर्क जैसे टेलीफोन नेटवर्क के मामले में आप इसे हैलो कहकर कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है और जब भी आप हैलो कह रहे होते हैं तो पैकेट हमेशा या आपका संदेश हमेशा दूसरे छोर पर पहुंचता है विश्वसनीयता का वहाँ कोई मुद्दा नहीं है लेकिन डेटा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के मामले में विश्वसनीयता एक समस्या है क्यूंकि ये पूरा पैकेट स्विचिंग नेटवर्ककिंग सिद्धांत पर कार्य कर रहा है मैंने पिछले कक्षा में उल्लेख किया था कि प्रत्येक मध्यवर्ती उपकरण के पास निश्चित मात्रा में बफर होती है और जब कभी भी आप उसमे निश्चित पैकेट या निश्चित डेटा डालते हैं और आपका नेटवर्क लोड बहुत ही ज्यादा होता है तो ऐसा हो सकता है की बफर भर जाए और पैकेट्स उस बफर से गिरने शुरू हो जाएँ यदि ऐसा होता है तो आपके लिए यह समझना या यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि जब भी आप हेलो कह रहे हों तो क्या वह संदेश सही तरीके से दूसरे छोर पर प्राप्त किया जा रहा है या दूसरा परिदृश्य ऐसा हो सकता है जैसे दूसरा छोर आपके संदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि यह हैलो संदेश वापस नहीं आ रहा है या आपके हैलो संदेश को स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए डेटा वितरण के लिए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर इस लॉजिकल कनेक्शन को सुनिश्चित करना आपके पारंपरिक सर्किट स्विचिंग नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क के तुलना में थोड़ा सिग्निफीकेंट है इसलिए हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक की ट्रांसपोर्ट लेयर के संदर्भ में इस कनेक्शन स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो भी हैलो संदेश दूसरे छोर पर स्थानांतरित कर रहे हैं दूसरा छोर उस हैलो संदेश को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है और सही ढंग से उस हैलो संदेश को डिकोड करने में सक्षम हो रहा है और यह आपको अपेक्षित उत्तर भेजने में सक्षम है तो आइए हम कनेक्शन स्थापना को विस्तार से देखते हैं तो कनेक्शन एक लॉजिकल पाइप की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि दोनों छोर अब आगे संदेश या आगे डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो आइए हम कनेक्शन की स्थापना के एक बहुत ही सीधे साधे प्रोटोकॉल को देखते हैं तो हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है इस क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम कहते हैं कि सर्वर एक लिसेन स्टेट की स्थिति में है सर्वर आने वाले कनेक्शन के लिए लिसनिंग स्टेट है इसलिए क्लाइंट कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजता है इसलिए जैसे ही क्लाइंट कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजता है सर्वर सुनने की स्थिति में होता है तो सर्वर उस कनेक्शन अनुरोध संदेश को सुन सकता है और वह कनेक्शन पावती संदेश का जवाब देता है तो यह 2 वे हैण्ड शेक एक सामान्य कनेक्शन स्थापना उद्देश्य के लिए तो काम करेगा लेकिन एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के मामले में ये इतना आसान नहीं है तो सवाल यह है कि यह सरल पुरानी विधि जहां क्लाइंट कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजता है और सर्वर कनेक्शन पावती संदेश के साथ प्रतिक्रिया वापस करता है हेलो प्रोटोकॉल की तरह ही जिसका उपयोग हम अपने टेलीफोन नेटवर्क के मामले में करते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क या डेटा नेटवर्क के मामले में यह काम करेगा या नहीं इसलिए हमारा लक्ष्य यहां यह देखना है कि कनेक्शन स्थापना के लिए यह सरल पुरानी विधि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के लिए अच्छा काम करेगी या नहीं अब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में समस्या यह है कि नेटवर्क पैकेट खो सकता है नेटवर्क से पैकेट लॉस हो सकता है पैकेट पहुंचाने में मनमाने ढंग से देरी हो सकती है पैकेट को डिलीवर करने में देरी हो सकती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीच में इंटरमीडिएट राउटर स्विच हो इंटरमीडिएट राउटर लगभग पूरा भर चुका है और इसे कई अन्य लिंक से पैकेट मिल रहे हों और इसे एक के बाद एक पैकेट ट्रांसफर करने की जरूरत है इसलिए सड़क की भीड़ के एक परिदृश्य की तरह इसलिए जब भी कोई सड़क अधिक ट्रैफिक से अधिक भर जाती है तो कारों की गति बहुत धीमी हो जाती है और सभी कारेंकई अन्य सड़कों से सड़क जंक्शन से द्वारा आम सड़क में प्रवेश करती हैं क्योंकि इसमें एक सीमित क्षमता होती है जिसकी वजह से वहां अड़चन और भीड़ बन जाती है जिसके कारण हर एक कारों की गति बहुत धीमी हो जाती है यही बात कंप्यूटर नेटवर्क में भी हो सकती है क्योंकि एक राउटर कई अन्य पड़ोसी राउटर से पैकेट प्राप्त कर रहा होता है और जब ऐसा होता है तो इसके परिणामस्वरूप नेटवर्क में भीड़ हो सकती है जिसके कारण पैकेट की दर बहुत धीमी हो जाती है और यही कारण है कि नेटवर्क में इस तरह की एकपक्षीय देरी हो सकती है पैकेट भी करप्टेड हो सकता है और डुप्लीकेट पैकेट वितरण की संभावना होती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर भी विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का तरीका यह देखना है कि एक पैकेट दूसरे छोर से प्राप्त किया जा रहा है या नहीं यदि पैकेट प्राप्त हो रहा है तो मुझे खुशी है यदि पैकेट प्राप्त नहीं हो रहा है अगर मुझे पता चल रहा है कि पैकेट प्राप्त नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा कि मैं समय निकल जाने के बाद पैकेट को वापस कर दूंगा अब नेटवर्क में ऐसा हो सकता है कि पहले वाला पैकेट जो मैंने स्थानांतरित किया था वह पैकेट भीड़ के कारण या इस तरह का नेटवर्क प्रभाव के कारण नेटवर्क में कुछ मध्यवर्ती कतार में फंस गया हो और मैं पावती की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मुझे निर्धारित समय अवधि के भीतर पावती नहीं मिलता है इसलिए मुझे लगता है कि पैकेट शायद खो गया है और फिर मैं पैकेट को दोबारा स्थानांतरित करता हूँ लेकिन जैसे ही मै पैकेट को दोबारा स्थानांतरित करता हूँ तो ध्यान देता हूँ कि पहले वाला पैकेट वास्तव में खोया नहीं था बल्कि पहले वाला पैकेट सिर्फ एक कतार में इंतजार कर रहा था ताकि इसे पहुंचाया जा सके तो इस कारण से ऐसा हो सकता है कि दूसरे छोर पर रिसीवर को एक ही पैकेट की कई प्रतियाँ प्राप्त हो सकती हैं जिन्हें हम डुप्लिकेट पैकेट कहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस पुनर्प्राप्ति के कारण उनके नेटवर्क में इस तरह की डुप्लिकेट डेटा डिलीवरी हो अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि क्योंकि पैकेट में देरी हो सकती है जो भीड़ के कारण नेटवर्क में फंस गया हो तो प्रेषक यह मान लेता है कि पैकेट खो गया है यह पैकेट को फिर से संचारित करता है और इस तरह से रिसीवर डुप्लिकेट पैकेट प्राप्त कर सकता है अब जब ऐसा होता है तो आप इस तरह के परिदृश्य के बारे में सोच सकते हैं अब सर्वर को कनेक्शन अनुरोध की 2 प्रतियां मिली हैं तो इसने एक कनेक्शन अनुरोध प्राप्त किया है लेकिन याद रखें कि यह विशेष अनुक्रम संख्या नहीं है मूल पैकेट में यह आपको केवल एक संकेत देने के लिए है कि 2 अलग अलग कनेक्शन अनुरोध पैकेट हैं इसलिए सर्वर को एक कनेक्शन अनुरोध पैकेट प्राप्त हुआ है और फिर उसे एक अन्य कनेक्शन अनुरोध पैकेट प्राप्त हुआ है ऐसा हो सकता है कि यह एक कनेक्शन अनुरोध पैकेट विलंबित हो गया हो और इसे कुछ समय बाद मध्यवर्ती राउटर द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया हो उस विलंब के कारण यह पहले कनेक्शन अनुरोध पैकेट की तुलना में देर से प्राप्त हुआ हो अब सर्वर के लिए यह पता लगाना एक समस्या होता है कि जो कनेक्शन अनुरोध इसे प्राप्त हुआ है वह एक नया कनेक्शन अनुरोध है या यह एक डुप्लिकेट कनेक्शन अनुरोध है जो इसे पहले ही प्राप्त हो चुका है अब यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि ऐसा हो सकता है कि सर्वर क्रैश हो गया है और कनेक्शन को फिर से शुरू किया गया हो इसलिए इन दोनों के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है चाहे वह नए पैकेट की तरह हो नया कनेक्शन अनुरोध संदेश जो प्राप्त हो रहा हो या तो सर्वर या उदाहरण के लिए कहें कि क्लाइंट इस पहले कनेक्शन अनुरोध को भेजने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और फिर क्लाइंट एक और कनेक्शन अनुरोध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है इसलिए यदि आप इस विशेष परिदृश्य को भी भूल जाते हैं तो भी ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है कि कहें कि यहां आपका क्लाइंट है और यहां आपका सर्वर है क्लाइंट ने एक कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजा है क्लाइंट द्वारा उस कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजे जाने के बाद इस बिंदु पर कहें कि क्लाइंट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है इसलिए यहां एक दुर्घटना है तो क्लाइंट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुछ समय बाद क्लाइंट फिर से आरंभ करता है और यह सर्वर को एक अन्य कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजता है अब जब क्लाइंट सर्वर को दूसरा कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजता है तो सर्वर के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह कनेक्शन अनुरोध एक नया कनेक्शन अनुरोध है या यह इस कनेक्शन अनुरोध का डुप्लिकेट है क्योंकि याद रखें कि सर्वर को पता नहीं होता कि क्लाइंट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या नहीं यह जानकारी सर्वर तक नहीं पहुंची है इसलिए इन सभी कारणों से पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में कनेक्शन स्थापना का पूरा सिद्धांत बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको मूल अनुरोध के बीच अंतर रखने की आवश्यकता है और यह देर से पहुचे हुए डुप्लिकेट्स हैं और चुनौती आती है कि आप मूल अनुरोध और इस विलंबित डुप्लिकेट के बीच अंतर कैसे करेंगे इसलिए कनेक्शन स्थापना के संदर्भ में हमेशा इस तरह की बहस रहती हैं कि क्या हम प्रोटोकॉल यथार्थता के लिए जाएँ या हम एक प्रोटोकॉल डिजाइन करें जो अच्छा प्रदर्शन करे क्योंकि यदि आप यथार्थता चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको विलंबित डुप्लिकेट से नए कनेक्शन के बीच अंतर करने के लिए कई अन्य मॉड्यूल जोड़ने की आवश्यकता होगी तो यह सवाल आता है कि जब भी आप उन मॉड्यूलों को यह पता लगाने के लिए निष्पादित करेंगे कि क्या यह पुराना कनेक्शन है या विलंबित डुप्लिकेट संदेश या नया कनेक्शन अनुरोध है तो यह संपूर्ण प्रोटोकॉल बहुत जटिल हो जाती हैं और यह समग्र प्रदर्शन को कम कर देता है क्योंकि यह डेटा वितरण के लिए ओवरहेड की तरह काम करता है आप वास्तव में डेटा वितरण नहीं कर रहे हैं बल्कि आप कनेक्शन स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय खर्च कर रहे हैं इसलिए इस तरह की बहस होती है कि क्या हम एक सही प्रोटोकॉल चाहते हैं या क्या हम थोड़ा समझौता किए गए प्रोटोकॉल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं थोड़ा समझौता किया हुआ प्रोटोकॉल जो पूरी तरह से सही नहीं यह कुछ निश्चित परिदृश्य के तहत विफल हो सकता है लेकिन फिर भी यह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो यह देरी से पहुचने वाले डुप्लिकेट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में एक बड़ी उलझन पैदा करते हैं इसलिए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में एक बड़ी चुनौती एक प्रोटोकॉल विकसित करना है जो विलंबित डुप्लिकेट को संभालने में सक्षम हो तो यह ऐसा ही है कि कुछ समय के लिए हम एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं जो पूरी तरह से विलंबित डुप्लिकेट को संभालने में सक्षम होगा इसलिए आप शुद्धता पर वरीयता को या कुछ समय हम निष्पादन पर वरीयता को प्राथमिकता देंगे और जब भी हम निष्पादन पर वरीयता देते हैं तब भी हमें एक प्रोटोकॉल का पता लगाने की आवश्यकता होती है जिसमें नेटवर्क में विलंबित डुप्लिकेट को संभालने में कम से कम स्वीकार्य स्तर की अनुकूलता होगी तो आइए देखें कि इस संदर्भ में हमारे पास कौन से संभावित समाधान हो सकते हैं इसलिए सबसे पहले आप थ्रोअवे ट्रांसपोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबरों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने पहले इस पर चर्चा की है कि यह पोर्ट नंबर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर और संबंधित एप्लिकेशन के बीच मैपिंग है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मशीन के कई एप्लिकेशन डेटा को स्थानांतरित करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हों तो यह ऐसा ही है आपके पास यह एप्लिकेशन 1 और एप्लिकेशन 2 है जो मशीन पर चल रहे हैं और दोनों डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं अब जब भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक कहता है कि यह प्रोटोकॉल स्टैक की ट्रांसपोर्ट लेयर है जब भी इसे रिमोट होस्ट से कुछ डेटा प्राप्त होता है तो यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि क्या यह डेटा एप्लिकेशन 1 या एप्लिकेशन 2 के लिए है इसलिए उस समय हम एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 के बीच अंतर करने के लिए पोर्ट नंबर की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो एप्लिकेशन 1 पोर्ट नंबर पर चल रहा है माना कि यह 8080 पोर्ट में चल रहा है एप्लिकेशन 2 एक अलग पोर्ट में चल रहा है माना कि यह 2345 पोर्ट में चल रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में पोर्ट नंबर को देखकर हम एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 के बीच अंतर कर पाएंगे अब हालांकि हम एप्लिकेशन के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस पोर्ट नंबर का उपयोग सामान्य पैकेट और विलंबित डुप्लिकेट के बीच अंतर करने के लिए कर सकते हैं अब यदि हम एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं जहां अगर कोई मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो यह एक नया कनेक्शन शुरू करने के लिए अलग पोर्ट नंबर का उपयोग करेगा अगर ऐसा होता है तो शायद हम इस समस्या को हल करने में सक्षम होंगे तो यह ऐसा ही है कि हमारा समाधान यह कहता है कि यदि पोर्ट नंबर का उपयोग पहले से ही एक बार किया जा चुका है तो उसे दोबारा उपयाग न करें इसलिए यदि आपने पहले ही पोर्ट का उपयोग कर लिया है तो विलंबित डुप्लिकेट पैकेट कभी भी ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया के लिए अपना रास्ता नहीं तलाशेंगे तो यह ऐसा है जैसे यह कहें कि यह एप्लीकेशन 1 है मैं इसे ए1 लिख रहा हूं इसने एक कनेक्शन स्थापना संदेश पोर्ट 8080 के माध्यम शुरू किया था और उसके बाद यह प्रक्रिया ट्रैश हो गई अब यदि आप फिर से एप्लिकेशन चला रहे हैं तो इसे एक अलग पोर्ट पर चलाये माना 8082 पर यदि यह मामला है और यदि आप एक अन्य कनेक्शन स्थापना संदेश यहां भेज रहे हैं फिर यह कनेक्शन स्थापना संदेश जो आपने पहले पोर्ट 8080 के माध्यम से भेजा है जब भी आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा माना इस कनेक्शन स्थापना संदेश का उत्तर भी पोर्ट 8080 में भी आएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे डिलीवर नहीं कर पायेगा और यह उस विशेष उत्तर संदेश को सही ढंग से छोड़ देगा और यदि कोई उत्तर 8082 पोर्ट में आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसे एप्लीकेशन A1 में डिलीवर कर सकेगा तो यह एक संभव समाधान है लेकिन समस्या यह है कि यह समाधान साध्य नहीं है क्योंकि हमारे पास इस तरह के ट्रांसपोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर की एक परिमित संख्या है इसलिए एक बार आप इसका उपयोग करने के पश्चात आप पोर्ट नंबर को फेंक नहीं सकते तो उस मामले में सैद्धांतिक रूप से अनंत संख्या में पोर्ट एड्रेस की आवश्यकता होगी जो व्यावहारिक कार्यान्वयन के दृष्टिकोण के लिए संभव नहीं है और जब कभी भी आप कई एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो कई एप्लीकेशन इस प्रकार के होते हैं जो नेटवर्क पर डेटा भेजते हैं तो दूसरा उपाय यह हो सकता है कि प्रत्येक कनेक्शन को विशिष्ट पहचान अर्थात यूनिक आइडेंटिफायर दें जिसे आरंभ करने वाली पार्टी द्वारा चुना जाए और प्रत्येक दृष्टिकोण में उस अद्वितीय पहचान को रखा जाए यह दृष्टिकोण अच्छा लगता है लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि हर बार आपको एक अद्वितीय पहचान को डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पहचान विश्व स्तर पर अद्वितीय है इसलिए यह सुनिश्चित करना कि पहचान विश्व स्तर पर अद्वितीय है फिर से समस्या यह है कि उस पहचान को उत्पन्न करने के लिए आपका एल्गोरिथ्म क्या होगा और यहां तक कि अगर आप एक अद्वितीय पहचान उत्पन्न करने के लिए एक एल्गोरिथ्म डिज़ाइन करते हैं जो किसी सिस्टम के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी बनाए रखने में सक्षम होगा आपको स्पष्ट रूप से कुछ प्रकार के हार्डवेयर ट्रिगर का उपयोग यहां करना है क्योंकि आप चाहते हैं कि सिस्टम क्रैश हो जाने के बाद भी और उस क्रैश से उबरने के बाद यह पुराने पहचान का उपयोग नहीं करेगा जो एक बार उपयोग किया चूका है तो यही कारण है कि इस विशेष एल्गोरिथ्म में इसके साथ जुड़े ओवरहेड की मात्रा भी है तो तीसरा संभावित समाधान जो हम उपयोग कर सकते हैं वह है नेटवर्क में पुराने पैकेट्स या पुराने पैकेट्स को ख़त्म करने के लिए एक तंत्र डिजाइन करना तो यह पैकेट जीवनकाल को सीमित करने जैसा है इसलिए यदि आप इस समस्या पर गौर करते हैं कि हम इसका सामना डुप्लिकेट की देरी के कारण कर रहे हैं इसलिए जो डुप्लीकेट पैकेट पहले ट्रांसमिट हो चुके हैं लेकिन जो नेटवर्क में कहीं अटक गए हैं अब उन पैकेटों को दूसरे छोर पर ट्रांसफर किया जा रहा है इसलिए जब भी उन्हें दूसरे छोर पर स्थानांतरित किया गया है तो दूसरा छोर इस भ्रम में है कि क्या डुप्लिकेट में देरी हुई है क्योंकि सिस्टम दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अब सिस्टम सही किया गया है और एक नया पैकेट नया कनेक्शन अनुरोध पैकेट भेजा गया है या यह बस पुराने कनेक्शन अनुरोध की विलंबित डुप्लिकेट पैकेट है जिसका कनेक्शन पहले ही स्थापित हो चुका है इसलिए यदि यह सब समस्याएँ हैं तो इस विलंबित डुप्लीकेट के कारण हमारा जीवन जटिल हो जाता है यदि हम नेटवर्क से विलंबित डुप्लिकेट की संभावना को समाप्त कर सकते हैं तो यह संपूर्ण समाधान सरल हो जाता है अब सवाल आता है कि हम नेटवर्क से देरी से आने वाले डुप्लिकेट को कैसे खत्म कर पाएंगे और समाधान यह है कि यदि आप नेटवर्क में भेजे जा रहे प्रत्येक पैकेट के साथ एक पैकेट जीवन काल जोड़ दें तब आप कह सकते हैं या आप प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं अब जब आप एक नया कनेक्शन अनुरोध संदेश भेज रहे हैं आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पुराना कनेक्शन अनुरोध संदेश पहले ही समाप्त हो चुका है या इसे पहले ही नेटवर्क से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसका जीवनकाल समाप्त हो चुका है तो यह समाधान 3 यह संभव बनाता है एक साध्य समाधान डिजाइन करने के लिए अब देखते हैं कि आप इसका समाधान कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो पहली आवश्यकता यह है कि आप पैकेट जीवनकाल को प्रतिबंधित करें आपको पैकेट जीवनकाल को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन करने की आवश्यकता है तो पैकेट जीवन समय को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं पहला यह है कि आप एक प्रतिबंधित नेटवर्क डिज़ाइन बनाते हैं इसका मतलब है कि आप पैकेट को लूपिंग से रोकते हैं आपके पास एक अधिकतम विलंब सीमा हो सकती है जिसमें प्रत्येक पैकेट पर भीड़ में देरी भी शामिल है और यदि किसी पैकेट का जीवनकाल उसके आरंभिक समय से उस विशेष समय में समाप्त होता है तो वह पैकेट स्वचालित रूप से नेटवर्क से हटा दिया जाता है दूसरा समाधान यह है कि आप प्रत्येक पैकेट में हॉप काउंट जानकारी डालें तो यहाँ विचार यह है कि जब भी आप उस पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर में भेज रहे हों तो आप एक अधिकतम हॉप काउंट वैल्यू डालें मान लीजिये कहें कि अधिकतम हॉप काउंट वैल्यू 10 है अब जब भी पैकेट को नेटवर्क पर ट्रेस किया जा रहा होता है तब हर एक हॉप हॉप की गिनती को कम करता है इसलिए जब यह पहले हॉप राउटर पर जाता है तो यह इसे 10 से घटाकर 9 कर देता है जब भी यह दूसरे हॉप राउटर पर जाता है तो दूसरा हॉप राउटर इसे 9 से घटाकर 8 कर देता है और इस तरह यह आगे बढ़ता है और जब भी वह हॉप संख्या 0 हो जाती है वह उस पैकेट को छोड़ देगा तो यह एक बहुत ही संभव समाधान है जो आज के नेटवर्क में उपयोग किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैकेट अनंत अवधि के लिए नेटवर्क में घूम नहीं रहा हो तीसरा संभव उपाय यह है कि आप प्रत्येक पैकेट के साथ टाइमस्टैम्प लगाएं और वह विशेष टाइमस्टैम्प किसी पैकेट के जीवनकाल को परिभाषित करेगा लेकिन यह समाधान नेटवर्क के दृष्टिकोण से बहुत व्यावहारिक नहीं है या क्योंकि उस स्थिति में आपको नेटवर्क में व्यक्तिगत उपकरणों के बीच उचित समय सिंक्रनाइज़ेशन की आवश्यकता होती है जो वास्तविक परिदृश्य में प्राप्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी आपके पास 2 अलग अलग सिस्टम होते हैं तो इन 2 सिस्टम्स के बीच एक निश्चित समय अभिप्राय होगा इसलिए प्रत्येक पैकेट के समय के आधार पर इस जीवनकाल को सुनिश्चित करना जहां आपको विभिन्न उपकरणों में सख्त सिंक्रनाइज़ेशन की आवश्यकता होगी यह सुनिश्चित करना थोड़ा अलग है इसलिए आम तौर पर दूसरे समाधान पर जाएं कि हम हर अलग अलग पैकेट पर एक हॉप की काउंट की जानकारी रखें और जब भी पैकेट को नेटवर्क लेयर द्वारा राउटर एल्गोरिथ्म में हर अलग अलग राउटर पर या हर अलग अलग हॉप पर डिलीवर किया जाए तो यह होप काउंट वैल्यू को कम कर दे और जब भी यह कुछ अधिकतम हॉप तक पहुंचता है जब हॉप काउंट वैल्यू 0 हो जाता है इस दौरान राउटर अगर पैकेट प्राप्त करता है या हॉप्स काउंट वैल्यू 0 के साथ डेटा पैकेट प्राप्त करता है तो यह उस पैकेट को ग्रहण नहीं करता है यहाँ हमारी पूरी डिजाइन चुनौती यह है कि हमें न केवल यह गारंटी देने की जरूरत है कि पैकेट मृत है बल्कि इसके सभी अभिस्वीकृति भी मृत हैं तो यह एक दिलचस्प आवश्यकता है क्योंकि जब भी आप एक कनेक्शन अनुरोध संदेश भेज रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सर्वर की ओर से या कहे क्लाइंट की ओर से आपने कनेक्शन अनुरोध संदेश भेजा है और फिर क्लाइंट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह इस बिंदु पर फिर से शुरू हो गया है अब यह उत्तर संदेश प्राप्त करता है अब यदि यह उत्तर संदेश का जवाब देता है और उत्तर संदेश भेजने से ठीक पहले यदि उसने एक अन्य कनेक्शन अनुरोध भेजा है तो इस उत्तर को देखकर क्लाइंट दुविधा में होगा कि यह उत्तर पुराने अनुरोध का है या यह उत्तर इस नए अनुरोध का है जिसे उसने अभी भेजा है क्योंकि हमें यह याद है इसलिए यद्यपि व्याख्या करने के उद्देश्य से मैं इसे नीले और भूरे रंग में चिह्नित कर रहा हूं लेकिन क्लाइंट इसे नीले या भूरे रंग के रूप में नहीं देख सकता है इसलिए क्लाइंट केवल यह देखता है कि यह कनेक्शन अनुरोध संदेश का उत्तर है जिसे उसने पहले ही भेज दिया है और उसे उत्तर मिल गया है इसलिए यह दुविधा में है या यह सही ढंग से डिकोड नहीं कर पाएगा कि यह उत्तर विलंबित डुप्लीकेट या इस दुर्घटना की विफलता के कारण पहेले के अनुरोध संकेत से भेजा गया है इसलिए हमें इस तरह की चीजों को रोकने के लिए तंत्र डिजाइन करने की आवश्यकता है ताकि क्लाइंट वास्तव में इस नीले और भूरे रंग के बीच अंतर कर सकें और यह अच्छी तरह से पता लगा सकता है कि जो उत्तर संदेश उसे प्राप्त हुआ है वह उत्तर नीले रंग के अनुरोध से मेल खाता है न कि भूरा अनुरोध से और यह उस उत्तर संदेश को छोड़ सकता है इसलिए हमें यह गारंटी देने की आवश्यकता है कि न केवल एक पैकेट मृत है बल्कि उस पैकेट के सभी स्वीकृतियां भी मृत हैं तो आइए देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं या हम कनेक्शन स्थापना के दौरान विलंबित डुप्लिकेट को कैसे संभाल सकते हैं तो हम अधिकतम पैकेट जीवनकाल T को परिभाषित करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि हम इस T अवधि की प्रतीक्षा करते हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इसके सभी निशान अर्थात पैकेट और इसकी सभी स्वीकृति वे अब नेटवर्क से चले गए हैं तो सभी पैकेट और इसकी पावती के सभी निशान मृत हैं अब जेनेरिक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो टीसीपी की अवधारणा में भी उपयोग किया जाता है यहाँ एक भौतिक घड़ी का उपयोग करने के बजाय क्योंकि एक भौतिक घड़ी होने की समस्या यह है कि आपको घड़ी के सिंक्रोनाइजेशन अर्थात तुल्यकालन की आवश्यकता होती है जो इंटरनेट स्केल में हासिल करना मुश्किल है हम एक आभासी घड़ी की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो यह आभासी घड़ी क्या है यह आभासी घड़ी एक अनुक्रम संख्या क्षेत्र है जो घड़ी की टिक के आधार पर उत्पन्न होती है तो यह ऐसा ही है कि हर एक पैकेट जिसे आप भेज रहे हैं उस व्यक्तिगत पैकेट में एक क्रम संख्या होगी और अनुक्रम संख्या को देखकर आप यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वह विशेष पैकेट इच्छित पैकेट था या नहीं तो सवाल यह आता है कि आप उस अनुक्रम संख्या को कैसे डिज़ाइन करेंगे या तंत्र में अनुक्रम संख्या डिज़ाइन करने पर भी कोई समस्या है या नहीं इसलिए यहां व्यापक विचार यह है कि आप प्रत्येक सेगमेंट को एक अनुक्रम संख्या पर लेबल करते हैं और उस विशेष क्रम संख्या का उस टी सेकंड अवधि के भीतर पुन उपयोग नहीं किया जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि उस टी सेकंड अवधि के भीतर हर खंड या हर पैकेट जो मैंने नेटवर्क में भेजा है वह ख़त्म हो जाएगा पैकेट भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही उस पैकेट के सभी निशान भी भी ख़त्म हो जाएंगे मतलब अगर उस पैकेट के लिए कोई पावती है तो वे भी ख़त्म हो जाएंगे इसलिए इस विशेष सिद्धांत के साथ आप कह सकते हैं कि यदि आप उस क्रम संख्या का पुन उपयोग नहीं करने जा रहे हैं उस टी अवधि के भीतर आप किसी भी समय यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि पैकेट का एक ही अनुरोध होगा एक अद्वितीय अनुक्रम संख्या के साथ तो आपको एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपने क्रम संख्या 1 2 5 का पैकेट स्थानांतरित कर दिया है अनुक्रम संख्या 125 और आप कहते हैं कि टी 1 मिनट के बराबर है इसका मतलब है आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जब आप पैकेट को संचारित कर लें तो इस 1 मिनट की अवधि के भीतर इस विशेष अनुक्रम संख्या 125 का पुन उपयोग नहीं किया जाएगा यदि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि 1 मिनट की अवधि के बाद आपने जो पैकेट भेजा है वह क्रम संख्या 125 है जो नेटवर्क से ख़त्म होने वाला है इसलिए पैकेट 1 मिनट के लिए नेटवर्क में रहेगा और उस 1 मिनट की अवधि के भीतर यदि आप उसी क्रम संख्या 125 के समान क्रम संख्या के साथ कोई अन्य पैकेट नहीं भेज रहे हैं तो आप अच्छी तरह से सुनिश्चित होंगे कि आपके नेटवर्क में इस पैकेट का कोई अन्य निशान या पैकेट के डुप्लिकेट निशान नहीं होगा तो इस तरह से आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि जब भी दूसरा छोर इस क्रम संख्या 125 के साथ एक पैकेट प्राप्त करेगा वह एकमात्र पैकेट है जो नेटवर्क में ट्रैवर्स कर रहा है या उस पैकेट के विलंबित डुप्लिकेट नहीं हैं तो यह अवधि टी और प्रति सेकंड पैकेट की दर अनुक्रम संख्या के आकार का निर्धारण करती है इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी दिए गए अनुक्रम संख्या के साथ अधिकतम एक पैकेट किसी भी समय बकाया हो तो यह कुछ ऐसा ही है कि एक बार जब आप उस टी सेकंड अवधि के भीतर या उस टी अवधि के भीतर एक क्रम संख्या 125 के साथ एक पैकेट भेज देते हैं तो आप उसी क्रम संख्या का कोई अन्य पैकेट नहीं भेजते हैं तो केवल क्रम संख्या 125 वाला वह पैकेट उस विशेष अवधि के भीतर नेटवर्क में बकाया है इसलिए यहां हमारी 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है तो इस 2 आवश्यकता को 1975 में टॉमलिंसन ने सिलेक्टिंग सीक्वेंस नंबर्स शीर्षक वाले काम में प्रकाशित किया था तो पहली आवश्यकता यह है कि अनुक्रम संख्याएँ उन्हें इस तरह से चुनी जानी चाहिए कि किसी विशेष अनुक्रम संख्या का संदर्भ कभी भी 1 बाइट से अधिक न हो तो अगर आप बाइट अनुक्रम संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो बाइट अनुक्रम संख्या का अर्थ है कि प्रत्येक बाइट के लिए जिसे आप नेटवर्क में भेज रहे हैं उनके पास अनुक्रम संख्या है तो टीसीपी प्रोटोकॉल पैकेट अनुक्रम संख्याओं के बजाय बाइट अनुक्रम संख्या का उपयोग करता है इसलिए हर एक पैकेट के लिए एक पैकेट अनुक्रम संख्या के मामले में जिसे आप नेटवर्क में स्थानांतरित कर रहे हैं एक पैकेट अनुक्रम संख्या डालते हैं बाइट अनुक्रम संख्या के लिए प्रत्येक बाइट जिसे आप नेटवर्क में स्थानांतरित कर रहे हैं आप उसके लिए एक अनुक्रम संख्या डालते हैं तो बाइट अनुक्रम संख्या कुछ इस तरह से है जैसे कि आपके पैकेट में कुछ 100 बाइट डेटा है तो पैकेट में 100 बाइट डेटा है इसलिए हेडर फ़ील्ड में आपके पास 2 अलग फ़ील्ड हैं एक क्रम संख्या और दूसरी लंबाई है तो लंबाई कहती है कि आपके पास 100 बाइट डेटा है क्रम संख्या फ़ील्ड 500 है इसका मतलब है इस विशेष पैकेट में आपके पास 500 बाइट्स से 600 बाइट्स 501 बाइट्स से 600 बाइट्स तक का डेटा है तो आपके पास कुल 100 बाइट्स डेटा हैं तो इस तरह से आप नेटवर्क में हर बाइट को व्यक्तिगत रूप से पहचानने के लिए बाइट क्रम क्रमांकन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए वह ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के शीर्ष पर खंड वार डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बाद मे उपयोगी होंगे इसलिए यहां आवश्यकता यह है कि आप जो भी अनुक्रम संख्या नेटवर्क पर भेज रहे हैं यह केवल एक बाइट को इंगित करता हो जो 1 बाइट्स से अधिक नहीं हो इसलिए समान स्रोत गंतव्य जोड़े के लिए नेटवर्क में 1 से अधिक बाइट्स नहीं होने चाहिए जो कि एक एकल अनुक्रम संख्या द्वारा संदर्भित होते हैं अब इस मामले में चुनौती यह है कि आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या कैसे चुनेंगे कनेक्शन अनुक्रम स्थापना के दौरान प्रारंभिक अनुक्रम संख्या की आवश्यकता होती है जब आप दूरस्थ होस्ट को डेटा भेजने का प्रयास कर रहे हैं तो यह पहली आवश्यकता थी हम देखेंगे कि कनेक्शन स्थापना चरण के दौरान आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या कैसे चुन सकते हैं और दूसरी आवश्यकता यह है कि जब भी कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा हो तो अनुक्रम संख्या की मान्य श्रेणी को प्रेषक और रिसीवर के बीच सकारात्मक रूप से सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि जब भी आपने इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को सेट किया है तो बाद के सभी बाइट्स उस क्रम संख्या का पालन करेंगे तो यह मूल रूप से प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम द्वारा सुनिश्चित किया गया है इसलिए बाद में विभिन्न प्रकार के प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम देखेंगे जो वास्तव में यह सुनिश्चित करता है कि एक बार प्रेषक और रिसीवर या क्लाइंट और सर्वर प्रारंभिक अनुक्रम संख्याओं पर सहमत हो गए हैं फिर प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म सुनिश्चित करता है कि अच्छी तरह से पैकेट या बाइट्स जो आप स्थानांतरित करने जा रहे हैं यह अनुक्रम संख्या के उस क्रम का अनुसरण करता है तो एक उदाहरण कुछ इस तरह हो सकता है मान लें कि आपके पास एक क्लाइंट है और आपके पास एक सर्वर है अब क्लाइंट 1000 के रूप में प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ अनुरोध संदेश भेजता है और सर्वर एक उत्तर का उल्लेख करता है कि यह 1000 के रूप में प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को स्वीकार करता है अब एक बार इस कनेक्शन की स्थापना हो गयी तो क्लाइंट द्वारा भेजे जाने वाले सभी बाद के पैकेट इस क्रम संख्या स्थान का अनुसरण करते हैं तो पहला पैकेट कहता है कि यह 1001 से शुरू होगा और इसकी लंबाई 50 बाइट्स है इसलिए यह बात मैं क्रम संख्या लंबाई के रूप में लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि पहला पैकेट 1001 से शुरू होता है और इसकी लंबाई 50 होती है दूसरा पैकेट तब 1051 से शुरू होता है और इसकी लंबाई 100 हो सकती है और तीसरा पैकेट 1151 से शुरू होता है और इसकी लंबाई 50 हो सकती है तो यह विशेष रूप से अनुक्रम संख्या यह है कि पैकेट को किस अनुक्रम में स्थानांतरित किया जाएगा जिसे प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए बाद में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम का प्रवाह वास्तव में कैसे नियंत्रित करता है इसलिए यह विशेष तंत्र जिसे हम क्लाइंट और सर्वर के बीच दो सिरों के बीच में कहते हैं आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक सिंक्रनाइज़ेशन होना चाहिए कि प्रत्येक पैकेट अनुक्रम संख्या का पालन कर रहे हैं जो इस प्रारंभिक हैंडशेकिंग चरण और अनुक्रम के दौरान स्थापित किए गए हैं अनुक्रम संख्या उस विशेष सिद्धांत का अनुसरण करता है अब यहाँ आप देखेंगे कि एक बार यह प्रारंभिक हैंडशेकिंग के बाद समस्या दूर हो गई प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म द्वारा समस्या का ध्यान रखा जाएगा लेकिन समस्या पहली आवश्यकता है जो वहां थी कि आप इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को कैसे चुनेंगे क्योंकि इस बाद के पैकेटों के लिए यह कहें कि यह पैकेट 1 है यह पैकेट 2 है यह पैकेट 3 है बाद के पैकेट्स के लिए आपके पास अनुक्रम संख्या का संदर्भ है कि आप किस विशेष क्रम संख्या का उपयोग करने वाले हैं जिन अनुक्रम संख्या का उपयोग पहले ही किया जा चुका है उस के आधार पर तो जब यह प्रारंभिक हैंडशेकिंग किया जाता है तब यह अनुक्रम संख्या जैसे 1001 1051 1151 ये सभी ज्ञात हैं लेकिन यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या अज्ञात है तो इसे स्थापित करने की आवश्यकता है और प्रारंभिक अनुक्रम संख्या की इस स्थापना के दौरान आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो भी प्रारंभिक अनुक्रम संख्या आप उपयोग करने जा रहे हैं वह टी की निश्चित अवधि के भीतर पुन उपयोग नहीं होने होगी तो वहां समय बाध्य होना चाहिए और उस समय अवधि के भीतर वो प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का पुन उपयोग नहीं किया जा रहा है ऐसे सर्वर सही ढंग से भेजे गए कनेक्शन अनुरोध और विलंबित डुप्लीकेट के बीच अंतर कर सकता है तो इसलिए यह व्यापक आवश्यकता है कि हमारे पास कनेक्शन स्थापना संदर्भ हो तो हमारे पास यह समस्या है जैसे एक मशीन एक बार चुना गया प्रारंभिक अनुक्रम संख्या डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है और यह नेटवर्क के शीर्ष पर डेटा स्थानांतरित कर रहा है और हमारे पास एक पैकेट जीवनकाल टी है और इसका मतलब है कि हर उस क्रम से आप इस क्रम संख्या फ़ील्ड का उपयोग कर भेज रहे हैं जो कि इस समय अवधि टी के लिए नेटवर्क में होगा अब यदि यह कनेक्शन क्रैश हो गया है और यदि आप इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ कोई अन्य कनेक्शन आरंभ कर रहे हैं कहें तो इस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या के साथ तो समस्या यह है कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अलग अलग पैकेट हो सकते हैं जो नेटवर्क में हैं कनेक्शन 1 से एक पुराना पैकेट है जो अभी भी नेटवर्क में था और कनेक्शन 2 से नया पैकेट था तो भ्रम हो सकता है इसलिए हम यहां इस तरह के भ्रम से बचना चाहते हैं हम चाहते हैं कि कनेक्शन 2 को इस बिंदु से आरंभ नहीं करना चाहिए बल्कि कनेक्शन 2 या तो इस बिंदु से आरंभ होगा इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में प्रतीक्षा करें और फिर एक नए अनुक्रम संख्या के साथ नया कनेक्शन आरंभ करें ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि यह कनेक्शन 1 और कनेक्शन 2 उनके अनुक्रम संख्या फ़ील्ड एक दुसरे को अतिछादन ना करें या दूसरी बात यह है कि आप अनुक्रम संख्या का उपयोग करते हैं जो कि अनुक्रम संख्या फ़ील्ड से काफी अधिक है जिसे आपने कनेक्शन 1 के लिए उपयोग किया है उस समय के दौरान आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि कनेक्शन 1 और कनेक्शन 2 का क्रम संख्या क्षेत्र उन्हें ओवरलैप नहीं करते हों और अनुक्रम संख्या में कोई भ्रम नहीं हो तो यह हमारी आवश्यकता है आप या तो एक अवधि तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं ताकि हम यह सुनिश्चित करें कि पुराने अनुक्रम संख्या वाले सभी पिछले बाइट्स नेटवर्क से बाहर हो गए हैं या आप एक प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का उपयोग करते हैं जो पिछले अनुक्रम संख्या की तुलना में काफी अधिक है जिसका उपयोग इस कनेक्शन स्थापना के लिए किया गया है ताकि 2 नोड्स का कनेक्शन क्षेत्र उन्हें एक दूसरे के साथ न मिले तो यहाँ इस चित्र में विशेष रूप से इस नीले क्षेत्र को या यहाँ इस लाल क्षेत्र को हम निषिद्ध श्रेणी कहते हैं तो हम इसे निषिद्ध सीमा के रूप में कहते हैं क्योंकि एक बार अनुक्रम संख्या का उपयोग हो जाने के बाद आपको वह अनुक्रम संख्या का पुन उपयोग नहीं करना चाहिए तो अगली कक्षा में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को चुनने के लिए एक तंत्र कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आप दो अलग अलग कनेक्शनों के लिए निषिद्ध क्षेत्रों के अतिव्यापीकरण से बच सकें इसलिए आप सभी से अगली कक्षा में मिलते हैं धन्यवाद